नमस्ते दोस्तों हम विंग की लंबाई और अलग अलग प्रकार की स्ट्रैकस पर चर्चा कर रहे हैं जो हमारे विमान से संबंधित हैं और आपने अब तक देखा होगा हमारे मुख्य अभियंता द्वारा एक व्याख्यान जहां उन्होंने हवाई जहाज के विभिन्न हिस्सों को दिखाया है यह आपको परिचित करने के लिए किया गया था वह वायुगतिकीय एरोडायनामिक सतह क्या हैं जिनसे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है जैसे जैसे आप पहले वैचारिक विमान डिजाइन करने में प्रगति करते हैं और अगर हम याद करते हैं कि हमने एक मिशन की आवश्यकता के साथ शुरुआत की जिसे हमने कहा था टेकऑफ़ क्लाइंब क्रूज़ फिर लोएटर और फिर लैंडिंग सही हम इन दो आरेखों से भी परिचित हैं एक यह है थ्रस्ट ड्रैग लिफ्ट वेट हम इस तरह के आरेख से भी परिचित हैं यह आरेख आपको क्रूज और यह वाला क्लाइंब के बारे में याद दिलाता है और हम यह भी याद कर सकते हैं कि हमने मैन्यूवरिंग उड़ान पर कुछ किया है जहां हम यह चित्र बनाते हैं जो कि थ्रस्ट है यह ड्रैग है यह लिफ्ट है और यह वेट है और यह मोड़ का रेडियस है यदि हम इन 3 आरेखों को देखते हैं तो इस क्षण मैं कोशिश करूंगा कि आप यहां ध्यान केंद्रित करें मैं यहां लिखता हूं 𝑇 𝐷 𝐿 𝑊 जब मैं यहां ध्यान केंद्रित करता हूं तो मैं लिखता हूं T − D − Wsinγ mdVdt यह कुल फोर्स है जिससे एक्सलरेशन होता है और यहाँ जब मैं देखता हूँ तो महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर मुझे एक विशेष मोड़ का रेडियस चाहिए तो मुझे एक लिफ्ट उत्पन्न करनी होगी जो की है 𝐿 𝑛𝑊 तो इस सज्जन को वेट से अधिक होना चाहिए ताकि यह वर्टिकल लूप में जा सके ये प्राथमिक बातें हैं जिनके आधार पर हम वास्तव में अपने हवाई जहाज को आकार देंगे इस आरेख में आप देख सकते हैं कि थ्रस्ट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि डिजाइनर के रूप में मुझे सवाल पूछने की जरूरत है कि किसी विशेष हवाई जहाज के लिए मुझे कितने थ्रस्ट की जरूरत है अगर मैं इस मिशन से जवाब देने की कोशिश करता हूं क्रूज मिशन मेरा जवाब होगा मुझे पर्याप्त थ्रस्ट देना चाहिए जो ड्रैग को संतुलित करने में सक्षम होना चाहिए और वह है D 12ρV2SCD0 KCL2 जब मैं यहां देखता हूं 𝐿 𝑊 यह मुझे बताता है कि मेरे पास इतना थ्रस्ट होना चाहिए जो कि मुझे पर्याप्त वीलोसिटी देगा अगर मैं इस समीकरण को देखता हूं तो यह मुझे बताता है कि मेरे पास पर्याप्त थ्रस्ट होना चाहिए जो की मुझे पर्याप्त गति देगा ताकि किसी दिए गए CL के लिए मैं वेट को संतुलित करने के लिए पर्याप्त लिफ्ट को पैदा कर सकूं यही कारण है कि थ्रस्ट यहां भी जुड़ा हुआ है क्योंकि आप समझते हैं कि अगर मैं गति देना चाहता हूं तो यह ड्रैग को भी उत्पन्न करेगा इसलिए इसे संभालने के लिए थ्रस्ट को काफी अच्छा होना चाहिए और अगर मैं यहां आता हूं तो मुझे पता है कि अनएक्सीलरेटेड उड़ान के लिए थ्रस्ट को पर्याप्त होना चाहिए ताकि वह दाएं तरफ की समीकरण को संतुलित कर सकें यदि यह एक एक्सीलरेटेड उड़ान है तो 𝑇 𝐷 𝑊𝑠𝑖𝑛𝛾 WgdVdt अगर मैं यहां आता हूं तो यह कहता है मेरे पास पर्याप्त V होना चाहिए ताकि दिए गए CL के लिए लिफ्ट nW के बराबर हो n 2 3 15 4 हो सकता है तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि थ्रस्ट अस्पष्ट रूप से मौजूद है तो यह वह जगह है जहाँ आप देख सकते हैं कि थ्रस्ट अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसलिए एक विमान को डिजाइन करने के लिए हमें एक विवेकपूर्ण विकल्प बनाना चाहिए कि थ्रस्ट की आवश्यकता क्या है जब मैं थ्रस्ट के बारे में बात करता हूं तो कृपया समझ लें कि जिस विमान के बारे में हम पड़ेंगे उसके पास मुख्य रूप से दो प्रकार के इंजन होंगे एक जेट इंजन है दूसरा प्रोपेलर चालित IC इंजन है इसलिए जब भी आप प्रोपेलर चालित इंजन के बारे में बात कर रहे होते हैं हम उसे पावर के संदर्भ में मूल्यांकन करने की कोशिश करते हैं और जेट इंजन को थ्रस्ट के संदर्भ में मूल्यांकन करने की कोशिश करते हैं तो यह अंतर हमारे दिमाग में होना चाहिए Refer Slide Time 0717 अब यहाँ आते हैं यह भाग हलकी शुरुआत और टेकऑफ़ है और स्पष्ट रूप से हम जो समझते हैं कि हवाई जहाज जब V 0 के बराबर होता है तब शुरुआत करता है और विमान पर थ्रस्ट लगाया जाता है यदि विमान मैं यहाँ थ्रस्ट है क्षमा करें यहाँ एक थ्रस्ट है जो ड्रैग का विरोध कर रहा है कुछ लिफ्ट होगी और फिर फ्रिक्शन फोर्स होगा और निश्चित रूप से वहाँ वेट है और आप एक रिएक्शन बना सकते हैं जो फ्रिक्शन फोर्स के साथ कपल हो जाता है अब यहाँ जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि शुरुआत में हवाई जहाज में V 0 के बराबर है सही और एक विशेष गति 𝑉LO है जिसे आप जानते हैं कि यह 12 से 13 गुना है Vstall के इस का अर्थ यह है कि यदि विमान इस 𝑉LO को प्राप्त कर लेता है तो हवाई जहाज टेक ऑफ हो जाएगा इसका मतलब है कि जैसे जैसे V 0 से 𝑉LO के बराबर होता है जिम्मेदारी मुख्य रूप से थ्रस्ट से आती है तो इसे हवाई जहाज को V 0 से 𝑉LO के बराबर गति तक एक्सेलरेट करना होगा अब अगर मैं 𝑉LO को Vstall के 13 गुना के बराबर लिखता हूं आप 𝑉LO को विभिन्न विमानन नियमों के आधार पर 12 और 13 गुना Vstall के बीच पाएंगे तो यह हमारी समझ के लिए कोई मायने नहीं रखता है कि क्या यह 13 या 12 है मुख्य बिंदु यह है की अगर 𝑉LO 13 गुना Vstall के बराबर है तो इसका मतलब यह है कि VLO 13 2WSCL max अब यदि आप चाहते हैं कि 𝑉LO छोटा हो अगर मैं चाहता हूं कि 𝑉LO छोटा हो तो विकल्प है कि किसी दिए गए वायु डेंसिटी के लिए WS को कम होना चाहिए और CLmax को ज्यादा होना चाहिए तो हम देखते हैं कि 𝑉LO मुख्य रूप से इससे कितना तय किया जाना चाहिए कि हमने किस प्रकार का एयरोफिल चुना है जिसमे CLmax है चाहे इसमें फ्लैप हो या नहीं हम उन चीजों पर आएंगे और किस तरह की विंग लोडिंग हो रही है कम विंग लोडिंग का मतलब है विंग का क्षेत्रफल ज्यादा होगा यदि विंग का क्षेत्रफल ज्यादा है तब टेकऑफ़ की गति कम होगी लेकिन उसी समय ड्रैग भी बढ़ेगा यह हवा के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाएगी इसलिए हम उन सभी मुद्दों को WS की चर्चा में शामिल करेंगे और फ्लैप उच्च लिफ्ट डिवाइसिस CLmax मैं पढ़ेंगे आज हम एक बार V को 0 से 𝑉LO के बराबर होने पर सहमत होते हैं जिसे मुझे प्राप्त करने की आवश्यकता है तो यह भी स्पष्ट रूप से हम कहते हैं कि मुझे इस हवाई जहाज को V 0 से 𝑉LO के बराबर तक जल्दी से जल्दी बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि यह दूरी कम हो इसका मतलब यह है कि मेरे पास टेकऑफ़ दूरी कम है हम यह उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि विमान कि एक बड़ी टेकऑफ़ दूरी हो अन्यथा यह संभव न हो सामान्य प्रवृत्ति यह है कि आप एक हवाई जहाज को डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे ताकि टेकऑफ़ दूरी कम हो या टेकऑफ़ दूरी बहुत ज्यादा न हो तो संदेश क्या है संदेश है कि आप 𝑉LO को कम रखने की कोशिश करते हैं जो कि इस सज्जन WS और CLmax द्वारा ध्यान रखा जाता है लेकिन एक बार 𝑉LO तय हो जाने के बाद मैं चाहता हूं कि यह दूरी कम से कम होनी चाहिए तो इसके पास ज्यादा एक्सीलरेशन होना चाहिए तो बड़ा एक्सीलरेशन का मतलब है कि TW अधिक होना चाहिए यह महत्वपूर्ण है अगर TW उच्च या ज्यादा उच्च है तो इसके पास टेकऑफ़ के लिए कम या ज्यादा कम दूरी होगी इसलिए TW टेकऑफ़ के निर्णय लेने में और इसे प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अब क्लाइंब पर आते हैं आइए देखें कि क्लाइंब में क्या समस्या है क्लाइंब में आप जानते हैं कि 𝑇 − 𝐷 − 𝑊𝑠𝑖𝑛𝛾 0 यदि यह बिना किसी एक्सीलरेशन के क्लाइंब कर रहा है जैसे कि एक सीधा भाग निरंतर गति के साथ जा रहा है तो यहाँ आप देखते हैं कि TW इसके बराबर है TW sin𝛾 DW ≈ sin𝛾 1LD मैं L W मान रहा हूं गामा छोटा है तो संदेश क्या है संदेश है कि आपको कितना TW की आवश्यकता है यह इससे किया जाएगा कि आप क्या क्लाइंब एंगल चाहते हैं आमतौर पर परिवहन हवाई जहाज मैं आपको TW 02 से 025 तक मिलेगा ठीक है लेकिन यदि आप एक एरोबेटिक डिजाइन कर रहे हैं जो इस तरह से जा सकता है वह हवाई जहाज पकड़ बना सकता है और बहुत एक्सीलरेशन एक्सिलरेट मैन्युवर कर सकता है फिर हम पाते हैं कि TW शायद एक या एक से अधिक हो सकता है जो सही है तो फिर मैं लिखता हूं कि क्लाइंब में TW की भूमिका है यदि हम चाहते हैं कि क्लाइंब दर अधिक हो यदि आप चाहते हैं कि क्लाइंब एंगल अधिक हो यह TW एक डिज़ाइन पैरामीटर है जिसकी आपको आवश्यकता है लेकिन जब मैं TW जोड़ रहा हूं तो कोई यह सवाल पूछ सकता है कि क्या मैं केवल जेट इंजन के बारे में बात कर रहा हूं तो प्रोपेलर संचालित IC बैकअप इंजन या प्रोप इंजन के बारे में क्या तो इसका उत्तर है कि सरल कुछ भी नया नहीं है जिसकी हमें आवश्यकता है और आप इससे परिचित हैं कि हम दोनों पक्षों को V से गुणा करते हैं तो हम प्राप्त करते हैं 𝑇𝑉 − 𝐷𝑉 𝑊𝑠𝑖𝑛𝛾 और यहाँ आप पाते हैं कि 𝑉𝑠𝑖𝑛𝛾 ROC TV DWW इसलिए ROC Pav PRW PavW PRW तो यह आदमी PavW किसी तरह बिजली लोडिंग से संबंधित है तो PavW वास्तव में परिभाषा के अनुसार पावर लोडिंग का उलटा है जो W हॉर्सपावर द्वारा दिया गया है जो की उपलब्ध पावर है तो थ्रस्ट लोडिंग के लिए TW और हॉर्सपावर वाला W उपलब्ध पावर है यह परिभाषा की बात है इसलिए जब आप प्रोपेलर चालित इंजन के बारे में बात करते हैं तो हम पावर लोडिंग के संदर्भ में बात करने की कोशिश करते हैं जब हम जेट इंजन के बारे में बात करते हैं हम थ्रस्ट लोडिंग के बारे में बात करते हैं उसी समय आप देखेंगे कि इस पावर लोडिंग को थ्रस्ट लोडिंग के माध्यम से व्याख्या की जा सकती है इस पर हम चर्चा करेंगे पर अभी में इस भाग को यहां रोक रहा हूं अब हम क्रूज़ की ओर बड़ते हैं आप जानते हैं थ्रस्ट ड्रैग के बराबर होता है और वेट लिफ्ट के बराबर होता है इसलिए TWcruise 1CLCDcruise और यह महत्वपूर्ण है कि आपको एक डिजाइनर के रूप में समझना चाहिए इसका क्या मतलब है हम इसे CLCDcruise कहते हैं और अगर हम इष्टतम स्थिति में उड़ान भरना चाहते हैं तो CLCD अधिकतम हो सकता है लेकिन हमेशा CLCDmax पर उड़ना संभव नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप CLCD बनाम V का ग्राफ बनाते हैं आपके पास V का एक निश्चित मान होना चाहिए ताकि जो CLCDचाहते हैं वह आपको मिल सके सही इसका मतलब है आपका थ्रस्ट लोडिंग इसके संतुलन के लिए पर्याप्त होना चाहिए यही कारण है कि हम इसे थ्रस्ट मैचिंग कहते हैं यही कारण है कि यदि आप पाठ्यपुस्तक में देखते हैं जब वे इस तरह की चीज को खोजने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वे थ्रस्ट मैचिंग नामक एक शीर्षक देते हैं अगर मैं CLCDcruise पर उड़ना चाहता हूं तो इसका क्या मतलब है फिर TW 1CLCD और यह सुनिश्चित करें कि क्रूज़ के लिए TW वास्तव में इसके द्वारा दिया गया है तो मैं इसे बनाए रखने में सक्षम हूंगा हम टेकऑफ के लिए क्रूज़ के लिए क्लाइंब के लिए TW के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन उस पल को भी समझते हैं जब हम उस मामले के लिए थ्रस्ट या पॉवर के बारे में बात करते हैं हम यह भी एक सवाल पूछते हैं कि क्या यह हवाई जहाज अधिकतम गति प्राप्त करने में सक्षम होगा यह मान के की उस गति उस डायनामिक प्रेशर पर संरचना लोड को झेलने के लिए पर्याप्त होगी यह धारणा है क्योंकि आप गति या डायनामिक प्रेशर को बढ़ाते नहीं जा सकते हैं मैं समुद्र तल पर डायनामिक प्रेशर क्यों कह रहा हूं आप 300 मीटर प्रति सेकंड की दर से मशीन को उड़ाने में सक्षम हो सकते हैं लेकिन जैसे आप ज्यादा ऊंचाई पर जाते हैं और अगर आप 300 मीटर प्रति सेकंड की उड़ान भरना चाहते हैं तो यह संरचनात्मक लोड कम हो जाएगा क्योंकि डेंसिटी कम हो रही है लेकिन इसके विपरीत यदि आप 300 मीटर प्रति सेकंड से 10 किलोमीटर की दूरी पर उड़ रहे हैं और यदि आप चाहते हैं समुद्र तल पर 300 मीटर प्रति सेकंड से उड़ान भरें भले ही आपका इंजन आपको पॉवर प्रदान करता हो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि अब डायनामिक प्रेशर बढ़ गया है क्या संरचना उस लोड को झेल पाएगी या नहीं तो जो मैं यह मान के कहा रहा हूं कि संरचना एक डिजाइन Vmax को झेलने के लिए पर्याप्त है प्रश्न Vmax के लिए है कि क्या मेरा थ्रस्ट पर्याप्त है या नहीं या पॉवर पर्याप्त है या नहीं इस पृष्ठभूमि के साथ मैं TW और WS लिख सकता हूं वे अपनी महत्वपूर्ण व्यक्तिगत भूमिका निभाते हैं और वे एक साथ अंतिम डिजाइन तय करते हैं और आप देखेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं यदि मैं छोटी टेकऑफ़ दूरी के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं चाहूंगा WS कम हों और TW अधिक हों तब यदि हम चाहते हैं कि TW अधिक हो अर्थात उत्पन्न थ्रस्ट अधिक हो तो एक दी गई तकनीक के लिए क्या होता है यह उम्मीद की जाती है कि इंजन का आकार बढ़ेगा तो वेट भी बढ़ेगा तो यह आपके टेकऑफ़ विंग को प्रभावित कर सकता है तो यह सभी मुश्किलें आएगी WS कम का मतलब S बहुत बड़ा होगा वेट को बड़ा सकता है तो आखिरकार आप देखेंगे कि हमें बहुत से समझौते करने पड़ेंगे लेकिन आपको इन चीजों को जानना चाहिए साथ ही हमने समझा है कि उच्च TW के साथ विमान को जल्दी एक्सलरेट होने में मदद मिलेगी नंबर 2 अधिक तेजी से क्लाइंब करने में नंबर 3 उच्च अधिकतम गति तक पहुंचें और उच्च मोड़ दर बनाए रखने में तो जाहिर है अगर आप मुड़ना चाहते हैं तो आपको बैंक करना होगा और मान लीजिए कि आप बैंकिंग और मुड़ रहे हैं और जिस पल आप बैंक होंगे आप ऊंचाई को खो देंगे तो आपको गति बढ़ानी होगी क्योंकि आप एंगल ऑफ अटैक को बढ़ाने में सक्षम नहीं हो सकते हैं यह स्टाल को बढ़ावा दे सकता है लेकिन गति बढ़ा सकता है इसलिए आपके पास पर्याप्त थ्रस्ट उपलब्ध होना चाहिए तो यह लाभ है नुकसान है बड़ा इंजन यदि आप TW अधिक चाहते हैं तो आमतौर पर अधिक ईंधन की जरूरत होगी और टेकऑफ़ वेट बढ़ सकता है मैं इस बारे में क्यों चर्चा कर रहा हूं कि अगर आप समझते हैं तो आखिरकार हमें संतुलन के लिए बहुत से समझौते करने होंगे इसलिए यह लाभ हानि न केवल TW के विरोधाभासी हो सकते हैं यह हवा लोडिंग से भी आ सकते है इसलिए बतौर डिजाइनर मुख्य डिजाइनर को हर पैरामीटर को देखना होता है और देखना होता है कि उसका लक्ष्य क्या है और वह उस रास्ते का पता लगाने की कोशिश करता है जिससे उसे वह मिले जो वो चाहता है एक और बिंदु है जो बहुत महत्वपूर्ण है और आप लोगों को जानना चाहिए इससे पहले कि आप विस्तार से कुछ भी सीखें जब मैं TW के बारे में बात कर रहा हूं और अगर मैं टेकऑफ़ लिखता हूं तो मुझे क्या ध्यान रखना चाहिए अगर मैं थ्रस्ट के बारे में बात करता हूं तो आपको उस थ्रस्ट का एहसास होना चाहिए कि आप स्टेटिक थ्रस्ट के बारे में क्या बात कर रहे हैं ऊंचाई के साथ उनकी उपलब्धता कम हो जाएगी तो जेट इंजन या एक प्रोपेलर चालित इंजन IC संचालित हम पाते हैं कि ऊंचाई के साथ वायु की डेंसिटी कम हो जाती है तो आपका उपलब्ध थ्रस्ट कम हो जाता है जब आप स्टेटिक थ्रस्ट के बारे में बात कर रहे हैं जो आम तौर पर समुद्र के स्तर की स्थितियों में मूल्यांकन किया जाता है और अगर हम क्रूज़ पर थ्रस्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि क्रूज़ पर ऊँचाई क्या है इसलिए 𝜌cruice मुझे इसे ऑपरेशन की ऊंचाई पर सही करना चाहिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है यह ऊंचाई प्रभाव है इसी तरह यह बात प्रोपेलर से संचालित पॉवर के लिए सच है डेंसिटी के सीधे अनुपातिक जैसे जैसे डेंसिटी कम होती है उपलब्ध थ्रस्ट कम हो जाता है और उपलब्ध पॉवर भी कम हो जाती है और ज्यादातर मामलों में यह एक बुरा सन्निकटन नहीं है ऊँचाई 𝜌 पर बटा 𝜌SL अगर मैं इस कारक के साथ गुणा करता हूं तो आपका थ्रस्ट स्टेटिक या पावर स्टेटिक आपको उस ऊँचाई पर उस का मूल्य मिल जाएगा यह सामान्य दिशानिर्देश है अब एक प्रोपेलर संचालित इंजन के बारे में सोचे इसका थ्रस्ट भी V गति के साथ कम हो जाता है वास्तव में यदि आप लिखते हैं कि यह V बटा nd है यदि आप प्रोपेलर संचालित इंजन कि अग्रिम अनुपात को देखते हैं तो rpm क्या है प्रोपेलर के व्यास क्या हैं गति क्या है सामान्य तौर पर आप कह सकते हैं कि प्रोपेलर संचालित इंजन से उपलब्ध थ्रस्ट वह डायनामिक थ्रस्ट कम हो जाता है यह हमेशा स्टेटिक थ्रस्ट से कम होता है इसलिए मुझे यह जानने की जरूरत है कि ऑपरेशन के दौरान उपलब्ध डायनामिक थ्रस्ट क्या है अगर मैं क्रूज के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं कुछ गति के साथ आगे बड़ रहा हूंगा अगर मैं TW के बारे में बात करता हूं तो यहां T को डायनामिक थ्रस्ट होना चाहिए डायनामिक थ्रस्ट और ऊंचाई प्रभाव का ध्यान रखना चाहिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है प्रोपेलर संचालित इंजन के लिए आमतौर पर उपलब्ध पॉवर वे गति के साथ लगभग स्थिर रहते हैं निश्चित रूप से एक प्रोपेलर के लिए आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि सिरे पर गति की स्थिति सही हो जेट इंजन के लिए यह प्रोपेलर है एक जेट इंजन के लिए आप कह सकते हैं कि थ्रस्ट V के साथ स्थिर रहता है तो अगर आप जेट इंजन के लिए डायनामिक थ्रस्ट सुधार करते हैं तो आप मान सकते हैं कि ये गति के साथ नहीं बदलने वाले हैं और पॉवर गति के साथ लगभग स्थिर है यह प्रारंभिक डिजाइन धारणा है जो आपके पास होनी चाहिए जो बहुत खराब नहीं है यह काफी स्पष्ट है लेकिन यह मत भूलो कि ऊंचाई प्रभाव प्रमुख हैं यह ऊंचाई पर डेंसिटी बटा समुद्र के स्तर पर डेंसिटी के अनुपात के साथ चलता है तो इन 2 बातों को आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए इसलिए ऑपरेशन के दौरान हम जो भी TW के बारे में बात कर रहे हैं हमें डायनामिक थ्रस्ट जो की ऊंचाई प्रभाव के लिए सही कर दिया हो उसकी बात करनी चाहिए डायनामिक पावर जो की ऊंचाई प्रभाव के लिए सही कर दिया हो यह आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए कुछ सांख्यिकीय डेटा उपयोगी हो सकते हैं और हर बार जब मैं आपको बता रहा हूं तो कृपया विमान के डिजाइन पर कोई किताब देखें चाहे वह रेमर हों या टोरेनबीक हो चाहे वह गूगल चाचा हो जो भी हो इस तरह का डेटा बदलता रहता है और आपको उन का उपयोग करना चाहिए TW0 W0 टेकऑफ़ है बनाम Mmax जहां M मैक संख्या है यह तालिका उपयोगी है जेट प्रशिक्षक जेट फाइटर यह डोग फाइट की तरह है और जेट फाइटर अन्यथा जेट परिवहन TW इस प्रकार निकाला जाता है TWo aMmaxC और आपको a और C का मान आपको इस तालिका से मिल जाएगा जेट ट्रेनर के लिए a का मान 0488 है और C का 0728 है डॉग फाइट के लिए 0648 है और यह 0594 है यह 0514 014 है 1267 और 0363 ये विशिष्ट दिशानिर्देश संख्याएं हैं और मैं आपसे बार बार अनुरोध करता हूं कि कृपया नवीनतम डेटा शीट का उपयोग करें इसलिए डिजाइनरों को काम करने के लिए बहुत सारे नए इंजन अंशांकन दिए जाते हैं हम थ्रस्ट मैचिंग के बारे में बात कर रहे हैं जो कि T बराबर है TWcruise 1LD 1CLCD और आप जानते हैं कि अगर यह एक प्रोपेलर संचालित इंजन है और अगर आप Rmax के लिए जाना चाहते हैं फिर शर्त यह थी कि उड़ान के वक्त LD अधिकतम होना चाहिए तो CLCDअधिकतम होना चाहिए तो आप उस नंबर को यहां रख दें यदि आपके मिशन अधिकतम रेंज प्रोपेलर संचालित इंजन है तो यह आपको देगा जो TWcruise कि आवश्यकता है और आपको सुनिश्चित करना होगा वास्तव में यह TWcruise उस ऊंचाई पर उपलब्ध है क्योंकि आप जानते हैं कि जो कुछ भी स्टेटिक थ्रस्ट जमीन पर उपलब्ध है वो उस ऊंचाई पर कम होने वाला है आप यह भी जानते हैं कि हवाई जहाज का वेट टेकऑफ़ के वक्त उस ऊंचाई पर कम होने वाला है इसलिए आपको उचित सुधार करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा ऐसा हो कि TWoTO जब आप क्रूज़ पर हो तो आपको यह मान मिल जाए यह महत्वपूर्ण है आप अपने हवाई जहाज को इस तरह से डिजाइन करेंगे कि TWoTO ऐसा हो कि जब यह एक क्रूज के लिए एक ऊंचाई TWcruise पर जाएं तो 1CLCDCLCD द्वारा दिया जाएं जो की एक प्रोपेलर संचालित हवाई जहाज के लिए अधिकतम सीमा के लिए CLCDअधिकतम द्वारा दिया जाता है और इसी तरह एक जेट विमान के लिए आप जानते हैं कि CLCD 0866LDmax 0866CLCDmax इस बात पर निर्भर करते हुए कि आप किस प्रकार के हवाई जहाज उड़ा रहे हैं या डिजाइन कर रहे हैं TWcruise की आवश्यकताओं को इस तरह से मूल्यांकन किया जाना चाहिए और आपको उस विमान के TWoTO को इस तरह डिजाइन करना चाहिए जैसे कि यह उस ऊंचाई पर जाता है जिसे आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से थ्रस्ट कम होने वाला है आप ऊंचाई के लिए थ्रस्ट को सही करते हैं और और डायनामिक थ्रस्ट के लिए वेट को सही करते हैं क्योंकि ईंधन बदलने वाला है और यह सुनिश्चित करने जा रहा है कि ऐसा करने के बाद TWcruise जो कि 1CLCD द्वारा दिया गया उपलब्ध है वह a है यह एक डिजाइनर का काम है हम Vmax की बात कर रहे हैं यह देखना महत्वपूर्ण है कि अगर मैं Vmax अधिकतम गति के बारे में सोच रहा हूं तो डिजाइन पैरामीटर क्या हैं तो वे पावर लोडिंग के लिए जाने से पहले एक भूमिका निभाने वाले हैं आप एक क्रूज़ के लिए जानते हैं कि आप थ्रस्ट को ड्रैग के बराबर देखते हैं तो मैं यह लिख सकता हूं T qSCDO CL2eAR तो मैं लिख सकता हूं T qSCDOW2qSeAR इसलिए मैं लिख सकता हूं q2SCDO qT W2SeAR 0 Vmax के लिए हम हल करके प्राप्त करते हैं Vmax TWmax WS WS TWmax2 4CDOeARCDO12 अगर मैं थ्रस्ट बनाम V का ग्राफ बनाता हूं तो वह अपेक्षित थ्रस्ट है जो एक क्रूज के लिए ड्रैग के बराबर है और V के साथ उपलब्ध थ्रस्ट भी करीब करीब स्थिर रहता है इस अभिव्यक्ति को आप एंडरसन एंडरसन की किताब इंट्रोडक्शन टू फ्लाइट से संदर्भित कर सकते हैं तो यह जो अभिव्यक्ति बता रहा है वह यह है कि Vmax बढ़ेगा यदि TW बढ़ता है और Vmax बढ़ेगा यदि WS बढ़ता है क्या आप दिलचस्प बिंदु देखते हैं अगर Vmax बड़ता है तो TW की वृद्धि होगी स्वाभाविक रूप से यह अधिक एक्सीलरेशन देगा लेकिन WS के बढ़ने पर Vmax में वृद्धि होगी इसका मतलब है कि S छोटा है तो ड्रैग कम है इसलिए यह तेजी से एक्सेलेरेट होगा याद रखिए V के लिए मैं चाहता हूं कि WS छोटा हो अगर WS कम होता है तो विंग का क्षेत्रफल बढ़ता है तो Vstall कम हो जाता है लेकिन यदि आप Vmax चाहते हैं तो आप WS को अधिक रखना चाहते हैं तो यह क्षेत्रफल कम है ड्रैग कम है तो यह एक्सेलेरेट होता है तो आप देख सकते हैं कि Vmax बढ़ता है यदि आप Vmax को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको TW अधिकतम WS को बढ़ाने की और पैरासाइट ड्रैग गुणांक को कम करने की आवश्यकता है अगली कक्षा में हम इस शब्द को देखेंगे आप इसकी जांच स्वयं कर सकते हैं यह LD अधिकतम से जुड़ा हुआ है तो आप समझेंगे कि अगर मैं कोई डिज़ाइन बनाना चाहता हूं मुझे केवल TW के संदर्भ में बात करने की आवश्यकता नहीं है मुझे WS को देखना पड़ेगा LD को देखना पड़ेगा मुझे CD0 को देखना पड़ेगाI मुझे यह समझना होगा कि मैं किस ऊंचाई पर टेकऑफ़ या क्रूज़ करने जा रहा हूं ये सभी चीजें एक साथ जुड़ कर एक अच्छा डिजाइन देती हैं